नेगेटिव एक्सीलरेशन होने का मतलब यह है कि सिस्टम या पार्टिकल डीएक्सलरेट हो रहा है l तो आप एक डीएक्सलरेटिंग पार्टिकल को देख रहे हैं जो यहां पर दिए हुए ऑब्जर्वर के दाई और O द्वारा वहां जा रहा है l इसलिए जहां तक पूछा गया था वहां तक यह समस्या के कथन को पूरा करता है आइए अब हम एक चरण आगे जाते हैं और अपने आप से एक प्रश्न करते हैं कि क्या मैं इस जानकारी से एक्सीलरेशन को x यह फंक्शन के रूप में निगमित कर सकता हूं l क्या मैं एक्सीलरेशन को x के फंक्शन के रूप में लिख सकता हूं तो इसका मतलब क्या है आइए हम वापस चलते हैं और देखते हैं कि इसका मतलब क्या है l मैं जानता हूं कि x समय के फंक्शन के रूप मेंजो से दिया जाता हैl इसलिए यदि मैं समय के फंक्शन के रूप में इस x के ग्राफ पर वापस जाता हूं और यदि मैं इंडिपेंडेंट ऑर्डिनेट को समय से x में स्थानांतरित करना चाहता हूं l फिलहाल अगर मैं आपको समय दूंमैं आपको बता सकता हूं कि संबंधित x लोकेशन क्या होगा यह समीकरण हमें यही बताता है हम क्या करना चाहते हैं यदि मैं आपको संबंधित x लोकेशन देता हूं क्या मैं समय को पहचान सकता हूं अगर मैं ऐसा करने में सक्षम हूं यही वह शर्त है जिसके तहत मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकूंगा आइए देखते हैं कि क्या इस विशेष उदाहरण से यह संभव है l तो यदि मैं कहता हूं कि l मैं इसे के रूप में दोबारा लिख सकता हूं l यदि में दोनों साइड पर नेचुरल लोगरिथम लेता हूं या मैं बस आसानी से लिख सकता हूंl इस प्रक्रिया में मैंने क्या किया है मैंने के इन्वर्स की गणना की है यह एक गणितीय ऑपरेशन है जिसे हमने इन चार चरणों में के साथ शुरू किया है l अगर मैं ऐसा करने में सक्षम हूं जैसा कि मैं था इस विशेष मामले में तो यह मुझे क्या करने की अनुमति देता हैएक x दिया गया है मैं आपको वह तात्क्षणिक समय बता सकता हूं जिस पर वह पार्टिकल x लोकेशन पर हैl अब अपनी चर्चा पूरी करने के बाद क्या मैं a को x के फंक्शन के रूप में लिख सकता हूं वास्तव में नहीं l हम जो जानते हैं वह यह है किl हम यह जानते हैं

लेकिन यदि मैं इस t को x के फंक्शन के रूप में पता लगाने में सक्षम हूं दिए हुए x से समय के फंक्शन के रूप में तब संदर्भ के यह दोनों फ्रेम या ऑब्जर्वेशन करने के यह दोनों तरीके इंटरचेंजेबल हैं और वे समरूप हैं l हम अगले व्याख्यान में काईनेमैटिक्स पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे धन्यवादl